इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में देखा है कि ड्रेन की विशेषताओं हस्तांतरण विशेषताओं के मामले में कमी प्रकार MOSFET के बीच संबंध कैसे प्राप्त करें और हमने उदाहरण भी देखे हैं इस व्याख्यान में हम देखते हैं कि हम MOSFET वर्तमान वोल्टेज विशेषताओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और यह भी कि इस MOSFET को वर्तमान दर्पण के रूप में कैसे उपयोग किया जाए हमारे यहाँ एक N चैनल MOSFET है हमारे पास P प्रकार सब्सट्रेट है और शुरू में कोई चैनल गठन नहीं है लेकिन जब VGS VT से बड़ा है तो चैनल का गठन होगा जब मैं इस तरीके से वोल्टेज लागू करता हूं यानी सोर्स की तुलना में गेट सकारात्मक है क्या होगा जब VGS VT से अधिक है तो चैनल का गठन क्यों होता है मेरे पास एक गेट है जो एक मेटल से जुड़ा हुआ है एक ऑक्साइड परत है एक और मेटल है यह आपके चैनल को इलेक्ट्रॉनों से बना है 2 संवाहक प्लेटें इन्सुलेट परत SiO2 से अलग है यह एक संधारित्र के समान दिखता है 2 संवाहक प्लेट ढांकता हुआ सामग्री या हवा से अलग है तो संधारित्र का गठन होता है जब आप एक सकारात्मक गेट वोल्टेज लागू करते हैं जिसके कारण सब्सट्रेट से इलेक्ट्रॉनों को गेट की ओर आकर्षित हो जाता है और चैनल बनाता है तो यह चैनल 1 प्लेट बनाता है जिस मेटल के माध्यम से यह कंडक्ट किया जाता है वह दूसरी प्लेट से होता है जबकि एक इन्सुलेटर होता है 2 संचालन प्लेटों के बीच तो यह आपका संधारित्र है अब यदि मेरे पास संधारित्र है तो समाई CkAεod हम जानते हैं कि करंट I dq dt प्रभार qCVεoWLto VGS VT न्यूनतम वोल्टेज या वोल्टेज है जो सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल बनाने के लिए जिम्मेदार है ध्यान दें कि VGS VT से अधिक है t LV LµnE L2µnVDS और IDµnεotoWLVDS हमारे पास VDS2 क्योंकि उच्च VDS के लिए हमें चैनल के बीच में एक बिंदु पर विचार करना होगा जो सोर्स और ड्रेन में लागू वोल्टेज का आधा गुना है

So t L2µnVDS अब आईडी बन गया IDµnεotoWLVGS VT VDS2VDS ID और VDS का यह समीकरण उलटे परबोला जैसा दिखता है यदि मैं VDS VGS VT का मान प्रतिस्थापित करता हूं IDµnεotoWLVGS VT VGS VT 2 आप यहाँ देख सकते हैं इस क्षेत्र में IDS VDS से स्वतंत्र है यह केवल VGS पर निर्भर करता है तो यहाँ चैनल लंबाई मॉड्यूलेशन क्या है अगर मैं VDS बढ़ाता रहूं भले ही मैं धीरे धीरे VGS बदलता रहूं प्रारंभिक चैनल ड्रेन की तरफ सिकुड़ने लगेगा यदि सोर्स और ड्रेन के बीच प्रारंभिक लंबाई L है तो जो चैनल सिकुड़ गया है वह है ∆L VD saturation VGS VT where I VDS VD saturation इस मामले में उलटा चार्ज होगा और मेरा ID सूत्र होगा ID LIDL ∆L IDkn2WL2 1λVDS यह तब माना जाने वाला सूत्र है जब चैनल लंबाई मॉड्यूलेशन पैरामीटर की आवश्यकता होती है Λ से जुड़ा प्रतिरोध ro ∂ID∂VDS 1 kn2WL2λ 1 Λ के छोटे मूल्यों के लिए ro 1 λID ID बनाम VDS पर चौराहे के बिंदु को प्लॉट करें VDS अक्ष पर प्लॉट करेंट्रायोड और संतृप्ति क्षेत्र को चिह्नित करें ढलान का समीकरण भी लिखें अब हम MOSFET का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग देखते हैं अर्थात वर्तमान दर्पण हम कहते हैं कि आप एक दर्पण है यदि मैं दर्पण को अपने चेहरे के सामने रखता हूं तो मैं छवि देख सकता हूं दर्पण पर छवि को दोहराया जाता है दर्पण आपको अपनी छवि का प्रवर्धित संस्करण या आपकी छवि का सिकुड़ा हुआ संस्करण impressionversion भी दिखाता है इसका मतलब है दर्पण में आपको अलग अलग चित्र दिखाने की क्षमता है एक वर्तमान दर्पण संदर्भ करंट की छवि का उत्पादन करता है वर्तमान दर्पण सर्किट का उपयोग करके धाराओं को ऊपर या नीचे बढ़ाया जा सकता है यहां गेट ड्रेन से जुड़ा हुआ है यह MOSFET है दो MOSFETs M1 और M2 हैं यहाँ एक उच्च संदर्भ है और यह Io है तो Io संदर्भ का दर्पण है और इस विशेष मामले में हमारे पास Io संदर्भ के बराबर हो सकता है हमारे पास Io संदर्भ से कम हो सकता है या हमारे पास Io संदर्भ से बड़ा हो सकता है Ireference k2WL12 1λVDS1 Iok2WL22 1λVDS2 VGS2VGS1 VT2VT1 which means λ0 For λ0 IoIref WL2WL1 आम तौर पर दोनों ट्रांजिस्टर के लिए L समान हैं IoIref W2W1 अगर मैं W1W2 मेरे पास एक ही करंट होगा अगर मेरे पास W1 W2 मेरे पास उच्च करंट होगा अगर मेरे पास W1 W2 मेरे पास करंट कम होगा वास्तव में मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मैं करंट को बदल सकता हूं यह करंट का दर्पण है यदि λ 0 नहीं है हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि Io में Iref की प्रतिकृति हो सकती है यदि λ 0 के बराबर नहीं है तब VDS1 VDS2 के बराबर नहीं है तब समस्याएं होंगी पहला एक परिमित λ की वजह से त्रुटि है अगर मैं VDS2 VDS1 निश्चित रखता हूं फिर λ में वृद्धि के लिए त्रुटि फिर से बढ़ जाती है एक और त्रुटि 2 ट्रांजिस्टर के बीच भिन्नता या बेमेल के कारण त्रुटि है यदि 2 ट्रांजिस्टर के बीच एक बेमेल है जिसे हमने वर्तमान दर्पण को डिजाइन करने के लिए चुना है तो पहले ट्रांजिस्टर का थ्रेशोल्ड वोल्टेज दूसरे ट्रांजिस्टर के थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर नहीं होगा VT1 VT2 के बराबर नहीं होगा यदि थ्रेशोल्ड वोल्टेज बराबर नहीं है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बीच एक बेमेल है और यही कारण है कि एक निश्चित VT के लिए यदि संदर्भ करंट बढ़ता है तो त्रुटि बढ़ जाती है या निश्चित संदर्भ वर्तमान के लिए यदि VT बढ़ जाती है त्रुटि बढ़ जाती है यह दूसरी त्रुटि है जो त्रुटि संख्या 2 है तीसरी त्रुटि लेआउट बेमेल के कारण है इसलिए यदि आप लोग सर्किट डिजाइनिंग सीख गए हैं तो आप ताल का उपयोग करेंगे और जब आप इसे डिज़ाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि लेआउट और डिज़ाइन लेआउट में एक बेमेल है जो फिर से एक त्रुटि का कारण बनेगा तो यह सिर्फ एक वर्तमान दर्पण कार्रवाई है यदि आप M1 and M2 देखते हैं यदि त्रुटि VDS बढ़ाती है संदर्भ बढ़ती है जब मेरी संदर्भ बढ़ जाती है M2 पहले से ही संतृप्ति में है मुझे वर्तमान Io की ओर वापस जाने की आवश्यकता है इसका कारण यह है कि इसका पालन करना है और फिर यह तब है जब यह इस दिशा में बढ़ रहा है यह आपकी वर्तमान दर्पण कार्रवाई है तो हम इन 3 त्रुटियों को कैसे कम कर सकते हैं एक तकनीक है जिसे कैस्केडिंग करंट मिरर कहा जाता है इसलिए IoIreference W2W1 पाने के लिए हम जो चाहते हैं वह या तो हमारा λ 0 है या VDS1VDS2 है लेकिन मेरे पास सरल वर्तमान दर्पण सर्किट में कुछ भी नहीं है इसलिए मैं λ 0 नहीं कर सकता और VDS1VDS2 खासकर जब आपका VDS1 VDS2 के बराबर नहीं है तो इस मामले में हमें कैस्केड वर्तमान दर्पण का उपयोग करना चाहिए वर्तमान दर्पण में हम 4 MOSFETs का उपयोग करते हैं M1 M2 M3 M4 और हम गेट से ड्रेन को जोड़ते हैं और फिर गेट जुड़े हुए हैं M3 and M4 श्रृंखला में हैं M2 and M4 भी कैस्केड स्थिति में हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि मेरे पास VDS1 VDS2 त्रुटि 0 होगी इसलिए कैस्केड वर्तमान दर्पण का अध्ययन दो अलग अलग समूहों द्वारा किया जाता है एक रज़ावी है जहां वह प्रस्ताव करता है कि यदि Io संदर्भ के बराबर नहीं है यदि λ 0 तो आइए हम इस विशेष स्थिति पर विचार करें Io संदर्भ के बराबर नहीं है क्योंकि यदि λ 0 कि M1 और M3 में समान करंट प्रवाह है तो M1 और M3 में समान करंट प्रवाह W L और VT मानती है VGS3 VGS1 के बराबर है और मुझे लगता है कि मेरी थ्रेशोल्ड वोल्टेज M3 WL और एम की थ्रेशोल्ड वोल्टेज3 और M1 एक ही है थ्रेशोल्ड वोल्टेज और WL अनुपात समान हैं और थ्रेशोल्ड वोल्टेज समान है और M का WL अनुपात है1 और M3 V के बाद से एक ही VGS3VGS1 और M के द्वार के बाद M1 और M2 छोटा कर रहे हैं VGS2 V के बराबर होना चाहिए GS 1

तो अगर λ उस स्थिति में 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा उस मामले में हम यहां देखेंगे VDS1 V के बराबर है DS2 मुझे लगता है Io के बराबर है ireference लेकिन पकड़ यहाँ है कि M के लिए λ3 और M4 0 है लेकिन M के लिए 1 और M2 0 के बराबर नहीं है इसलिए यह पकड़ है जब हम गणना करते हैं कि क्या रज़ावी द्वारा प्रस्तावित विधि का उपयोग करके त्रुटि नहीं है

हम एक और विधि देख सकते हैं जो एलन और होलबर्ग द्वारा प्रस्तावित है इसलिए अगर मैं M3 M1 पर कैस्केड करता हूं ROUT बढ़ती है ROUT1λIo ROUT बेहद ऊँचा है इसका मतलब है प्रभावी λ 0 के करीब होगा तो यहां तक कि अगर VDSA या VDSB के बीच एक परिमित बेमेल है चूंकि प्रभावी λ 0 के बराबर है मेरी त्रुटि कम है और मेरी Io Ireference के बराबर होगी ROUT में कमी के साथ वृद्धि होगी क्योंकि ROUT λ के विपरीत आनुपातिक है यहां तक कि मेरे VDSA और VDSB के बीच एक परिमित बेमेल है इसका मतलब है एलन और होलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि कैस्केड वर्तमान दर्पण का उपयोग करके हम साधारण वर्तमान दर्पण सर्किट में उत्पन्न त्रुटि को कम कर सकते हैं सरल वर्तमान दर्पण सर्किट में त्रुटियों को कैस्केड वर्तमान दर्पणों का उपयोग करके कम किया जा सकता है तो यह वर्तमान दर्पण के आवेदन का अंत है मैं आपको केवल यह दिखाना चाहता हूं कि हम वर्तमान दर्पण के रूप में आवेदन के लिए MOSFET का उपयोग कैसे कर सकते हैं

आइए अब हम पूरक मेटल ऑक्साइड अर्धचालक में देखें हम इसमें बहुत अधिक विस्तार नहीं करेंगे लेकिन हम सिर्फ यह देखेंगे कि इस CMOS को इनवर्टर के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है तो CMOS पूरक मेटल ऑक्साइड अर्धचालक के लिए खड़ा है CMOS प्रौद्योगिकी कंप्यूटर चिप डिजाइन उद्योग में सबसे लोकप्रिय प्रौद्योगिकी में से एक है और व्यापक रूप से आज एकीकृत सर्किट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए जब भी आप एकीकृत सर्किट देखते हैं तो अधिकांश मामले आपको CMOS मिलेंगे आज की कंप्यूटर यादें CPU सेल फोन कई महत्वपूर्ण लाभों के कारण इस तकनीक का उपयोग करते हैं यह तकनीक P और N चैनल सेमीकंडक्टर उपकरणों दोनों का उपयोग करती है जब आप P चैनल और N चैनल MOSFETs कनेक्ट करते हैं तो आपको पूरक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मिलेगा अब NMOS या द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर पर CMOS का मुख्य लाभ यह है कि बहुत कम शक्ति अपव्यय और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम घटकों की संख्या को कम करने जा रहे हैं या किसी एकल वेफर पर घटकों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं घटक के आकार को कम करते हैं और एकल वेफर पर घटक की संख्या में वृद्धि करते हैं जब आप ऐसा करने जा रहे हैं कि जब आप आकार को कम करने जा रहे हैं तो बिजली की खपत भी बाद में कम हो जाएगी यह द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर या NMOS तकनीक की तुलना में CMOS तकनीक का उपयोग करके संभव है सर्किट स्विच होने की स्थिति में पावर केवल डिसिपेट की जाती है इसलिए यदि सर्किट आदर्श है तो शक्ति का विघटन नहीं किया जाता है केवल तब जब यह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में स्विच हो जाता है यह NMOS या द्विध्रुवी प्रौद्योगिकी की तुलना में एक IC पर अधिक CMOS गेट्स को इंगित करने की अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप बेहतर प्रदर्शन होता है क्योंकि केवल जब यह संचालित होता है तो केवल शक्ति का ही विघटन होता है और इसीलिए आपको द्विध्रुवी NMOS की तुलना में अधिक द्वार मिल सकते हैं पूरक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर P चैनल MOSFET और N चैनल MOSFET के होते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास P चैनल MOSFETs और N चैनल MOSFET है तो आप जो देख रहे हैं वह NOT गेट है अगर मैं CMOS का उपयोग NOT गेट के रूप में करना चाहता हूं अगर मैं 1 लागू करता हूं तो आउटपुट 0 है अगर मैं 0 लागू करता हूं तो आउटपुट 1 है मैं कैसे काम कर सकता हूं एक स्विच है तो आप यहाँ देखते हैं कि यदि VDD मेरा वोल्टेज है तो यह ग्राउंड है इसलिए अगर मेरे पास S 1 है तो आउटपुट 0 होगा अगर S 0 आउटपुट 1 होगा तो यह है कि मैं कैसे बदलाव देख सकता हूं आइए हम यहां इस सर्किट में देखें जब मैं Vx 1 लागू करता हूं यह PMOS है तो यह संचालन नहीं करेगा और यही कारण है कि यह ट्रांजिस्टर T1 होगा और यह बंद होगा और T2 चालू होगा और इसका मतलब है कि मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 होगा लेकिन अगर मेरे पास उल्टा है इसका मतलब है कि अगर मैं Vx 0 लागू करूं तब फिर क्या होगा T2 बंद हो जाएगा T1 चालू होगा और मेरा आउटपुट 1 होगा अब यह कुछ और नहीं बल्कि PMOS और NMOS श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो अगर यह इस तरह से है और अगर मेरे पास सर्किट है तो मैं इसे एक गेट के रूप में उपयोग कर सकता हूं तो CMOS प्रौद्योगिकी में N प्रकार और P प्रकार ट्रांजिस्टर दोनों का उपयोग तर्क कार्यों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है वही संकेत जो एक ट्रांजिस्टर को चालू करता है दूसरे को बंद कर देगा अगर मैं 1 लागू करता हूं तो यह चालू है उसी सिग्नल को देखें जो 1 ट्रांजिस्टर को चालू करता है दूसरे ट्रांजिस्टर को बंद कर देगा यह विशेषता प्रतिरोधों को खींचने की आवश्यकता के बिना केवल सरल स्विच का उपयोग करके तर्क फाटकों के डिजाइन की अनुमति देती है CMOS लॉजिक में N टाइप MOSFETs के संग्रह को एक पुल डाउन नेटवर्क में व्यवस्थित किया जाता है आउटपुट और NMOS लॉजिक गेट्स के लोड रेसिस्टर के बजाय लो वोल्टेज सप्लाई के बीच CMOS लॉजिक गेट्स में आउटपुट और उच्च वोल्टेज के बीच पुल अप नेटवर्क में P प्रकार MOSFETs का संग्रह होता है यहाँ पुल रेसिस्टर्स को लोड रेसिस्टर्स के रूप में उपयोग करने के बजाय हम P type MOSFET का उपयोग पुल अप नेटवर्क के एक भाग के रूप में कर सकते हैं तो यहाँ इस तरह से CMOS डिज़ाइन किया गया है यह है कि यह कैसे जुड़ा हुआ है और हम CMOS में बहुत अधिक विस्तार नहीं करेंगे हमें बस यह समझना होगा कि यदि आपको एक CMOS दिया जाता है और यदि आपको बनाने के लिए कहा जाता है तो आप NOT गेट का उपयोग केवल PMOS को NMOS के साथ जोड़कर कर सकते हैं और CMOS का लाभ एक समय में ही होता है जब यह चालू अवस्था में होता है तो यह केवल शक्ति को नष्ट करेगा जब यह चालू और बंद अवस्था के बीच स्विच करता है अन्यथा यह द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर पर CMOS का लाभ उठाने वाली शक्ति को भंग नहीं करेगा इसलिए इसके साथ जो हमने देखा है वह आज के मॉड्यूल में है हमने P चैनल देखा है हमने घटता प्रकार देखा है MOSFET हमने स्थानांतरण विशेषताओं को देखा है फिर हमने वर्तमान दर्पण के आवेदन को भी देखा है और सबसे सरल वर्तमान दर्पण में क्या त्रुटियां हैं प्रस्तावित विचार यह है कि हम एक सरल वर्तमान दर्पण में त्रुटियों को कम करने के लिए कैस्केड वर्तमान दर्पण का उपयोग कर सकते हैं यह वर्तमान दर्पण 2 समूहों द्वारा प्रस्तावित किया गया था एक रज़ावी से और दूसरा एलन और होलबर्ग से हमने पाया कि रज़ाविस मॉडल में हमें 2 ट्रांजिस्टर λ 0 मानना था एक और 2 ट्रांजिस्टर λ 0 के बराबर नहीं है जो काम नहीं करेगा और यही कारण है कि हमें एलन और हॉलबर्ग पर विचार करना पड़ा जहां यह बना है यदि आप कैस्केड वर्तमान दर्पण में फैशन में ट्रांजिस्टर संलग्न करते हैं उसके बाद ROUT बढ़ेगा और चूंकि ROUT λ का आनुपातिक है इसीलिए यदि ROUT बढ़ाया जाता है तो λ घट जाएगा जिसका अर्थ है त्रुटि 0 के करीब होगी भले ही ट्रांजिस्टर के दौरान वोल्टेज और त्रुटि के बीच अंतिम अंतर हो क्योंकि Ireference और Io इसका मतलब है कि यह विशेष मॉडल जो एलन और होलबर्ग द्वारा प्रस्तावित किया गया है यह समझने में अधिक समझ में आता है कि कैसे सही वर्तमान दर्पण में त्रुटियों को कम किया जाता है अब अगली कक्षा में हम समझना शुरू करेंगे कि परिचालन एम्पलीफायर क्या हैं और परिचालन एम्पलीफायर की विशेषताएं क्या हैं इसलिए मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा और हम परिचालन एम्पलीफायरों को समझना शुरू कर देंगे जिसे ओप एम्प्स भी कहा जाता है उन बातों को देखते हुए जो मैंने आज आपको सिखाई हैं यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बेझिझक मुझसे पूछें पाठ्यक्रम इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको समझ और विचार मिलता है कि कैसे ओप एम्प्स MOSFET और IC's एक ही समय में गढ़े गए हैं हम कुछ विषयों के आधार को स्पर्श करेंगे तो यह आपके एनालॉग सर्किट डोमेन में अधिकांश विषयों को कवर करने में आपकी मदद करेगा एक और कोर्स है अभी मैं जो सिखा रहा हूं उससे एडवांस वर्जन है लेकिन जो मैंने सोचा था कि हमें कुछ ऐसी चीजों से शुरू करना चाहिए जो न केवल बेसिक्स को कवर करती हैं बल्कि प्रयोग के दृष्टिकोण को भी कवर करती हैं इसलिए हम इस पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में बहुत सारे प्रयोग देखेंगे इसलिए मैं इस बिंदु पर इस मॉड्यूल को समाप्त करूंगा और आप से अगली कक्षा में मुलाकात होगी तब तक आप ध्यान रखना अलविदा